हैलो तो आज हम पीजोरेसिस्टिव सेंसर्स के बारे में बात करेंगे तो पिछले दो सेंसर जैसे प्रेशर सेंसर की हमने चर्चा की एक है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर और दूसरा कैपेसिटिव सेंसर है और अब हम पीजोरेसिस्टिव तरह के सेंसिंग की चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ मैंने एक सामान्य प्रकार के प्रेशर सेंसर की एक तस्वीर लगाई है जैसे कि पीज़ोरेसिस्टिव प्रेशर सेंसर और वहाँ आप देख सकते हैं कि यह ऊपर की तरफ झिल्ली है आप यहाँ कैविटी देख सकते हैं तो इस ऊपरी परत के नीचे कोई सामग्री नहीं है या यह खाली है तो यह एक झिल्ली की तरह है या और प्रेशर पोर्ट यहा से है आप यहाँ से प्रेशर पोर्ट देख सकते हैं तो कोई भी गैस जिसके दबाव को मापने की आवश्यकता है वह इस पोर्ट से होकर आएगी और फिर वह इस झिल्ली पर कुछ मात्रा में दबाव डालेगी जो तब उभर जाएगी तो यह एक कागज की तरह होगा अगर आपको गुब्बारा पसंद है तो इस तरह जैसे कि आपके पास इस तरह की झिल्ली है आप इस पेपर शीट को एक झिल्ली की तरह समझ सकते हैं और फिर इसे सभी किनारों पर जकड़ दिया जाता है तो सभी चार किनारों को जकड़ा हुआ है और नीचे से कुछ दबाव पूरी झिल्ली की ओर आ रहा है तो तदनुसार यह झुकेगा या उभरेगा अब हमने चार अलग अलग प्रतिरोधक लगाए हैं जो साधारण प्रतिरोधक नहीं हैं ये पीज़ोरेसिस्टर्स हैं इसका क्या मतलब है यानी किसी तरह के तनाव या खिंचाव में होने पर यह अपना प्रतिरोध बदल लेता है तनाव क्या है तनाव का मतलब है कि अगर हम कुछ बल लगाते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्र में क्या बल है जो तनाव का माप है और फिर खिंचाव क्या है खिंचाव किसी भी मात्रा में विक्षेपण प्रति इकाई लंबाई या प्रति इकाई क्षेत्र की तरह है तो अपनी मूल राशि से किसी भी प्रकार का विक्षेपण खिंचाव है तो अगर यह झिल्ली तनाव में है तो यह झुकेगी या उभारेगी और फिर यह इसके नीचे होगीवहा खिंचाव भी होगा और यह चार प्रतिरोधक तो एक यह है और फिर आप देख सकते हैं कि कितना आधा यह प्रतिरोधक और यह प्रतिरोधक तो यह चारों प्रतिरोधक दबाव या तनाव में होंगे और उसके कारण प्रतिरोधकता बदल जाएगी यदि हम झिल्ली के उस शीर्ष दृश्य को देखते हैं तो प्रतिरोधों को इस तरह लगाया जाता है तो मान लें कि यह झिल्ली का शीर्ष दृश्य है और फिर आपके पास इस तरह के प्रतिरोधक हैं इस तरह इस तरह तो मान लीजिए कि ये चार प्रतिरोधक हैं जो R1 R2 R3 R4 की तरह हैं अब यह व्यवस्था और प्रतिरोधों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है और ये कैसे महत्वपूर्ण हैं कि हम कुछ स्लाइडों में देखगें क्योंकि झिल्ली के विभिन्न क्षेत्र पर तनाव अलग है और यह भी कि प्रतिरोधक चाहे टेन्सिल तनाव के तहत है या एक कम्प्रेस्सिव तनाव के तहत उसी के अनुसार यह प्रतिरोध भी अलग अलग बदलता है और यह भी कि चाहे यह तनाव प्रतिरोधक की लंबाई के साथ प्रतिरोधक की धुरी के अनुसार है या यह प्रतिरोधक की चौड़ाई के अनुसार है उसके लिए भी प्रतिरोध परिवर्तन भिन्न होता है तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं अब ये प्रतिरोधक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की तरह जुड़े हुए हैं इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट क्या है जो वास्तव में आपको 12 वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में आपके पास इस तरह से जुड़े चार प्रतिरोधक हैं यह जैसे कि एक प्रतिरोधक है तो ये चार प्रतिरोधक हैं और फिर हम कुछ मात्रा में वोल्टेज लागू करते हैं और इन दो जंक्शनों पर आउटपुट वोल्टेज को मापते हैं तो मान लें कि यह इनपुट वोल्टेज है और यह V0 या आउटपुट वोल्टेज है तो मान लें कि अब मैंने प्रतिरोध नाम R 1 R 2 R 2 R 3 R 4 रखा है तो आइए हम इन प्रतिरोधों को R 1 R 2 R 3 और R 4 रखें अब व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत के अनुसार यदि तो ब्रिज संतुलित है अर्थात् इस बिंदु और इस बिंदु पर वोल्टेज समान होगा तो V0 0 होगा और इस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में यदि हम सामान्य किरचॉफ करंट लॉ या वोल्टेज लॉ लागू करते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि यदि हम किसी भी प्रतिरोध को बदलते हैं तो तदनुसार आउटपुट वोल्टेज बदल जाएगा तो हमारे पीज़ोरेसिस्टिव सर्किट के लिए हम क्या करेंगे हम उसी व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करेंगे लेकिन हम सभी समान प्रतिरोधक का उपयोग करेंगे सभी प्रतिरोध मान अब R हैं अब इस मामले में ब्रिज संतुलित है इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज 0 होगा क्योंकि R बटा R बराबर होगा R बटा R के इन प्रतिरोधों या पीज़ोरेसिस्टर्स को इस तरह से रखा जाता है कि किसी प्रकार के दबाव या तनाव लागू करने के कारण दोनों विपरीत प्रतिरोधों में एक ही तरह का परिवर्तन हो जिसका अर्थ है कि यदि यह प्रतिरोध डेल्टा R से बढ़ता है तो तो इसे R 1 कहते हैं और यह R 4 है इसलिए यदि R1 डेल्टा R से बढ़ता है तो R4 भी डेल्टा R से बढ़ेगा और R2 डेल्टा R से घट जाता है फिर R3 भी डेल्टा R से घट जाएगा तो मान लीजिए कि यह किसी प्रकार के दबाव के कारण क्युकि किसी प्रकार के दबाव के कारण इसका प्रतिरोध डेल्टा R से बदल गया है तो फिर दूसरा प्रतिरोध ब्रिज के विपरीत प्रतिरोध भी डेल्टा R से बदल जाएगा अन्य दो प्रतिरोधों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह प्रतिरोध समान परिमाण से कम हो जाएगा इसका मतलब है कि यह प्रतिरोध माइनस डेल्टा R द्वारा घटाया जाएगा और यह प्रतिरोध भी डेल्टा R से कम हो जाएगा और इस मामले में हम अपने बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स से किरचॉफ के करंट लॉ या वोल्टेज लॉ को लागू करते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज तो ये R जो हम पीज़ोरेसिस्टेंस का प्रतिरोध डाल रहे हैं जिसे हम पहले से जानते हैं यह V0 वह है जिसे हम मापेंगे और Vin वह है जिसे हम लागू कर रहे हैं क्योंकि यह वह बैटरी है जिसे हमने सर्किट में रखा है इसलिए हम जानते हैं कि Vin कितना है इसलिए हम Vin को जानते हैं हम जानते हैं कि R हम मापते हैं V0 और फिर हम डेल्टा R का मान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हमें डेल्टा R का मान मिल जाता है तो डेल्टा R झिल्ली के विक्षेपण से संबंधित होता है तो हम वापस झिल्ली के विक्षेपण की गणना कर सकते हैं फिर से झिल्ली का विक्षेपण लागू दबाव से संबंधित है तो हम दबाव को माप सकते हैं तो इस सर्किट के क्या फायदे हैं लाभ यह होगा कि इसे बनाना आसान है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत कम उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स की कई न्यूनतम आवश्यकता रैखिक विशेषताएं है लेकिन एक महत्वपूर्ण नुकसान या सीमा है तापमान संवेदनशीलता तो ये सर्किट बनाना आसान है क्योंकि हम वास्तव में सिलिकॉन झिल्ली को डोपिंग करके पीज़ोरेसिस्टर बना सकते हैं ताकि हम बाद में आ सकें और फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत कम उपयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज पर आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं और फिर हम आउटपुट सिग्नल को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के साधारण एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं और तदनुसार हम माप सकते हैं यह रैखिक विशेषताएँ हैं रैखिक विशेषताओं का मतलब है कि हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज प्रतिरोध में परिवर्तन के साथ रैखिक रूप से बदलती है तो यह भी एक फायदा है और दूसरा क्या इस तकनीक की एक सीमा है तापमान संवेदनशीलता इसका मतलब है कि पीज़ोरेसिस्टर्स का प्रतिरोध या तनाव या खिंचाव के प्रति संवेदनशीलता ये सभी चीजें तापमान पर निर्भर हैं इसलिए यदि हम उस सेंसर को किसी विशेष तापमान के लिए डिज़ाइन करते हैं तो कुछ अलग तापमानों के लिए समान विशेषताओं को रखना मुश्किल है तो इस तरह की तापमान संवेदनशीलता की सराहना नहीं की जाती है अब हम झिल्ली पर तनाव वितरण दिखाएंगे तो झिल्ली एक साधारण मामला नहीं है जैसा कि हमने मॉड्यूल 1 और 2 में अध्ययन किया है कैंटिलीवर आदि कैंटिलीवर या साधारण बीम के लिए तो उस स्थिति में हमने वास्तव में अलग अलग बिंदुओं पर तनावों की गणना की है और विक्षेपण क्या है या कठोरता कांस्टेंट क्या है लेकिन झिल्ली तनाव के मामले में अलग और झिल्ली की अलग स्थिति में तो जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है कि यह एक्सिस दूरी है दूरी माइक्रोमीटर में दिखाई गई है तो जैसे कि यह झिल्ली है यह आयताकार प्रकार की झिल्ली है और फिर आप इस एक्सिस के साथ आगे बढ़ रहे है इसके साथ आगे बढ़ना है इसके साथ चौड़ाई है तो यह केंद्र है वहां कहीं केंद्र होगा और फिर आप जा रहे है जैसे कि इस तरफ 250 माइक्रोन और दूसरी तरफ भी 250 माइक्रोन अब यदि हम इस रेखा पर अलग अलग बिंदु पर तनाव को मापते हैं तो आपको बहुत अलग तनाव प्रतिक्रिया मिलेगी तो आप देखेंगे कि किनारों पर तनाव अधिक होगा और फिर जैसे जैसे आप केंद्र की ओर बढ़ते हैं तनाव कम होने लगता है और फिर कुछ दूरी के बाद यहां कहीं नकारात्मक पक्ष में चला जाता है इसका मतलब है यहाँ यह टेंसिल तनाव है जहाँ यहाँ यह कंप्रेसिव तनाव है तो यहाँ यह टेंसिल तनाव है और यहाँ यह कंप्रेसिव तनाव है और फिर इस रेखा के साथ झिल्ली के केंद्र में कंप्रेसिव तनाव अधिकतम हो जाता है तो यदि आप किनारे के दूसरी तरफ जाते हैं तो यह फिर से बढ़ने लगता है और कही पर यह 0 को पार कर जाता है और फिर इसका मान सकारात्मक तनाव हो जायेगा इसका मतलब है यह टेंसिल तनाव है तो हम इस कर्व की डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं या वास्तविक एक्सप्रेशन का डेरिवेशन इस कर्व के लिए दबाव का वास्तविक एक्सप्रेशन इस पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप वास्तव में इस प्रतिभास को सहज रूप से समझ सकते हैं कि यह इस तरह है तो यह झिल्ली है और जो किनारों पर दाहिनी ओर जकड़ी हुई है और मध्य भाग या शेष भाग झुकने या चलने के लिए स्वतंत्र है अब जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है जैसे कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जैसे भी अब जब यह झुकता है या चलता है तो यह पक्ष जैसे यह जकड़ा हुआ है तनाव अधिकतम होगा क्योंकि यहां केवल झिल्ली खींचने की कोशिश कर रहा है यह गुब्बारे की तरह है इसलिए यदि आप मान सकते हैं कि यह रबर की झिल्ली की तरह गुब्बारे की तरह है आपने किनारों पर झुका दिया हैं और फिर आप नीचे से कुछ दबाव डाल रहे हैं फिर क्या होगा कि किनारों पर जहां यह जकड़ा हुआ है वहां अधिकतम टेंसिल तनाव होगा क्योंकि यह उस निश्चित जंक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सामग्री जो भी चल रही है वह केंद्र में जमा होने की कोशिश करेगी और फिर यहां यह कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा इसलिए जैसे जैसे आप निश्चित जंक्शन से दूर जाते हैं तनाव कम और कम होता जाता है और फिर आप केंद्र में होते हैं आपको अधिक तनाव होगा अधिक जैसे अधिक कम्प्रेस्सिव तनाव की तरह होता है और इस तरह के साधारण मामले के लिए आप इस समीकरण को लिख सकते हैं कि किसी भी दूरी पर एक वर्ग झिल्ली के लिए जो केंद्र से x है मान लीजिए कि x बराबर है प्लस माइनस a के तो टेंसिल तनाव P बराबर माइनस a बटा h पूरे का वर्ग तो यहाँ यदि आप यहाँ सोचते हैं यदि आपको लगता है कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह केंद्र से दूरी है तो मान लें कि मैं कुछ दूरी पर हूं a तो मैं इस बिंदु पर हूँ तो यह मेरा a है भुजा 2a की एक वर्गाकार झिल्ली के लिए एक बिंदु x±a पर तनाव दिया जाता है तो इस बिंदु पर इस बिंदु पर टेंसिल तनाव या देशांतरीय तनाव P गुणा a बटा h संपूर्ण वर्ग है तो केंद्र की ओर जैसा कि आप जानते हैं कि तनाव एक वेक्टर है तो इसकी अलग दिशा है तो आइए चित्र बनाते हैं तो जैसा कि आप इस झिल्ली के लिए समझते हैं अगर मैं इस झिल्ली को इस तरह लेता हूं और फिर यह मेरा केंद्र है जैसे कि और मैं इस बिंदु पर तनाव को माप रहा हूं तो यह दूरी है a केंद्र से अब इस बिंदु पर तनाव सभी दिशाओं जोड़ होगा तो यह होगा कि इस दिशा में घटक होगाऔर साथ ही इस दिशा में भी और ये दो घटक समान नहीं हैं यह सिग्मा l देशांतरीय घटक है और यह कह रहा है कि यह इस दिशा की ओर है और अनुप्रस्थ घटक क्या है तो हम बाद में आएंगे लेकिन इस दिशा के लिए यह है सिग्मा l गुणा सिग्मा l बराबर है P गुणा a बटा h पूरा वर्ग है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक साधारण एक्सप्रेशन नहीं है और झिल्ली के आयाम को बदलने के साथ यह भी बदल जाता है जैसे कि यह 500 क्रॉस 500 से 500 क्रॉस 1000 हो जाता है इसका मतलब है कि वर्गाकार झिल्ली से आयताकार झिल्ली तक दूरी के साथ तनाव की विशेषता भी बदल जाती है अब जैसा कि मैं दिखा रहा था यह झिल्ली है यह डिवाइस या दबाव सेंसर की तरह है और फिर यह हिस्सा है जिसे आप स्वतंत्र रूप से कंपन या विक्षेपित कर सकते हैं तो यह झिल्ली है और फिर उसके ऊपर हमने R 1 R 2 R 3 और R 4 जैसे चार प्रतिरोधों को रखा है और नीचे से द्रव का दबाव लगाया जाता है और फिर उसी के अनुसार झिल्ली विक्षेपित होगी और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि दबाव के अनुसार या केंद्र से दूरी के अनुसार एक ही दबाव के लिए अलग अलग तनाव होंगे और फिर उसी के अनुसार यह प्रतिरोध बदल जाएगा अब जैसा कि हम इन प्रतिरोधों को इस तरह रखते हैं कि R 1 और R 3 एक ही तरह का होगा आप R 1 और R 3 की स्थिति देखो तो ये केंद्र से सममित की तरह हैं और व्यवस्था भी इस तरह है कि उसके पास एक ही तरह का विक्षेपण होगा क्योंकि यह उसी तनाव में है तो यहाँ की तरह जैसा कि हम ड्रा करते हैं यह R 1 यदि हम रेखा खींचते हैं तो केंद्र यहीं कहीं है अब R 1 और R 3 दोनों के लिए रेडियल दिशा यह है सही रेडियल दिशा जैसे केंद्र की तरफ है तो यह ऐसा है जैसे यह रेखा केंद्र से होकर जा रही है तो केंद्र यहीं कहीं है अब व्यवस्था ऐसी है कि केंद्र की ओर तनाव R 1 और R 3 दोनों के लिए स्थानांतरित होता है लेकिन यह R 1 यह R 2 और R2 के लिए R 4 और R 4 यदि आप देखते हैं तो यह तनाव जो केंद्र की ओर है यह वास्तव में R2 के लिए अनुदैर्ध्य तनाव है लेकिन इस बिंदु पर यह वास्तव में R 1 के लिए अनुप्रस्थ तनाव है तो R 2 और R 4 एक ही तरह के तनाव दिशा में हैं इसलिए यदि प्रतिरोध बदलता है तो उसका समान चिन्ह होगा मान लीजिए R 2 और R 4 दोनों ऋणात्मक होंगे और R 1 और R 3 के लिए दोनों धनात्मक और समान परिमाण के होंगे क्योंकि यह केंद्र से समान दूरी से है और जैसा कि आपने तनाव बनाम दूरी कर्व देखा है यह भी पूरे केंद्र में सममित है तो कुछ दूरी पर मान लीजिए कि एक तरफ से 50 माइक्रोन और दूसरी तरफ 50 माइक्रो में तनाव का एक ही चिन्ह है और समान परिमाण भी है इसलिए प्रतिरोध इस तरह रखा जाता है अब यह हम पहले ही बता चुके हैं कि तब आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा अब तक हमने यह चर्चा की है कि कैसे झिल्ली के एक अलग क्षेत्र या अलग अलग डोमेन पर रखने से विभिन्न प्रकार के तनाव होते हैं और तदनुसार प्रतिरोध भी बदल जाएगा अब कैसे प्रतिरोध और तनाव एक दूसरे पर निर्भर है प्रतिरोध परिवर्तन और तनाव एक दूसरे पर निर्भर है इसलिए हम पीज़ोरेसिस्टिव प्रभाव में चर्चा करेंगे तो पीज़ोरेसिस्टिव प्रभाव क्या है तो क्रिस्टल संरचना पर तनाव या खिंचाव क्या होता है तो आपकी पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री जो भी हो मान लें कि इसमें कुछ क्रिस्टल संरचना है जैसे कि यह आमतौर पर सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है जिसे कुछ पी टाइप या एन टाइप सामग्री के साथ डोप किया जाता है और तदनुसार इसकी क्रिस्टल संरचना होती है तो क्रिस्टल संरचना पर खिंचाव इसकी ऊर्जा बैंड संरचना को बदल देता है इस ऊर्जा बैंड संरचना परिवर्तन के कारण हमारे पास गतिशीलता में परिवर्तन होता है इलेक्ट्रॉनस या होल जैसे वाहकों की गतिशीलता और जो वास्तव में प्रतिरोध को बदलते हैं अब इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर गेज फैक्टर है गेज फैक्टर क्या है गेज फैक्टर खिंचाव के संबंध में प्रतिरोध में परिवर्तन का माप है तो प्रतिरोध में क्या बदलाव है प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा R है लेकिन विभिन्न R मूल्य के लिए यह भी अलग है क्योंकि आखिरकार हम इसमें रुचि रखते हैं कि R का कितना प्रतिशत बदल गया है यदि हम 1 किलो ओम का उपयोग कर रहे हैं और यदि हम 2 किलो ओम प्रतिरोध का उपयोग कर रहे हैं तो दोनों स्थितियो में डेल्टा R भिन्न होंगा तो गेज फैक्टर को प्रतिरोध के प्रति इकाई परिवर्तन से मापा जाता है यह यूनिट खिंचाव के लिए डेल्टा R बटा R है जो कि एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन क्या है जिसकी हमने पहले ही चर्चा की है एप्सिलॉन हमारे खिंचाव के बराबर है और वह डेल्टा L बटा L है जहां डेल्टा L प्रतिरोध की मूल लंबाई है अब मूलभूत भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स से हम जानते हैं कि R बराबर है रोह 𝛒 L बटा A है जहां रोह 𝛒 प्रतिरोधकता है L प्रतिरोधक की लंबाई है और A प्रतिरोधक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है अब मान लें कि यह एक बेलनाकार प्रतिरोधक की तरह है या एक तार की तरह गोलाकार तार है और फिर A कुछ ऐसा होगा जैसे पाई 𝜋 D वर्ग बटा 4 जैसे कि D तार का व्यास है और L तार की लंबाई है अब इनमें से प्रत्येक पैरामीटर पर वास्तव में R कैसे निर्भर है इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें इन सभी मापदंडों के संबंध में R का पहला डेरीवेटिव लेने की आवश्यकता है तो हम डेल्टा R के बराबर प्राप्त करेंगे तो यह ऐसा होगा जैसे कि पहले हम L के संबंध में ले रहे हैं इसलिए इसके लिए हम रोह 𝛒 बटा A पर विचार कर सकते हैं तो डेल्टा L प्लस जैसे कि रोह 𝛒 के संबंध में तो उस स्थिति में L बटा A हम बाहर ले जा सकते हैं और फिर यह डेल्टा रोह 𝛒 है और फिर 1 बटा A के संबंध में A है इसलिए यदि हम A के संबंध में डेरीवेटिव करते हैं तो रोह 𝛒 L स्थिर होगा 1 बटा A माइनस 1 बटा A वर्ग बटा डेल्टा A बन जाएगा अब यदि हम अंततः गणना करते हैं तो हमें डेल्टा R बटा R चाहिए इसलिए यदि हम डेल्टा R को R से गणना करते हैं अर्थात हम रोह 𝛒 L को A से विभाजित करते हैं तो हमें डेल्टा L को L रोह 𝛒 को रोह 𝛒 बटा A डेल्टा L बटा AL प्लस डेल्टा रोह 𝛒 कोरोह 𝛒 घटाकर रोह 𝛒 L को A से रद्द कर देगा अगर हम विचार करें तो यह माइनस डेल्टा A बटा A और यहां हो जाएगा अब इसलिएरोह 𝛒 L बटा A रोह 𝛒 L बटा A रद्द हो जाएगा तो यह डेल्टा A बटा A अब A बराबर हो जाएगा मान लीजिए कि पाई 𝜋 D वर्ग बटा 4 है जहां D व्यास है तो डेल्टा A पाई 𝜋 बटा 4 गुणा 2D में डेल्टा D होगा तो डेल्टा A बटा A बराबर होगा 2 गुणा डेल्टा D बटा D के फिर हम यहां लिख सकते हैं कि डेल्टा R बटा R बराबर होगा डेल्टा L बटा L प्लस डेल्टा रोह 𝛒 बटा रोह 𝛒 माइनस 2 डेल्टा D बटा D जहां L तार या प्रतिरोधों की लंबाई है रोह 𝛒 रेसिस्टर की प्रतिरोधकता है और D रेसिस्टर का व्यास है एक अवधारणा मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि अगर हम किसी तार को बढ़ाते हैं जैसे कि अगर मैं इस तार को बढ़ाता हूं तो इसकी लंबाई बढ़ती है इसलिए अगर लंबाई बढ़ती है तो व्यास को कम होना होगा क्योंकि अन्यथा सामग्री का संरक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि आप वास्तव में नई सामग्री नहीं जोड़ रहे हैं आप सभी घनत्व नहीं बदल रहे हैं मान लें कि उस स्थिति में व्यास तदनुसार कम हो जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते हैं व्यास भी कम होता जाएगा तो यह पॉइसन अनुपात से संबंधित है आइए हम इसे nu और nu बराबर होगा ऋणात्मक डेल्टा D बटा D बटा डेल्टा L बटा L तोपरिवर्तन या व्यास में खिचाव बटा लंबाई में खिचाव का अनुपात और निश्चित रूप से एक ऋण चिह्न होगा क्योंकि यदि लंबाई बढ़ती है यदि डेल्टा L धनात्मक है तो व्यास घटता है अर्थात डेल्टा D ऋणात्मक है तो वहाँ एक नकारात्मक संकेत होगा अब इसलिए डेल्टा D बटा D को पॉइसन अनुपात के ऋण गुणा डेल्टा L बटा L के रूप में लिखा जा सकता है जो पॉइसन अनुपात के ऋण गुणा एप्सिलॉन के बराबर है क्योंकि डेल्टा L बटा L एप्सिलॉन है तो यहाँ हम डेल्टा R बटा R को डेल्टा L प्लस डेल्टा L बटा L के बराबर कर सकते हैं जो कि हमारा एप्सिलॉन प्लस डेल्टा रोह 𝛒 बटा रोह 𝛒 है तो यह माइनस माइनस होगा प्लस 2 न्यू एप्सिलॉन बन जाएगा और गेज फैक्टर G बराबर होता है तो यह एप्सिलॉन वह खिचाव है जिसे हम माप सकते हैं या हम जानेंगे ν सामग्री का गुण है जिसे हम भी जानेंगे और फिर हम भी जानेंगे तो तदनुसार हम केवल ε को माप सकते हैं और गेज फैक्टर G की गणना कर सकते हैं यह गेज फैक्टर इस बात का माप है कि प्रति यूनिट खिचाव के प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा और सामग्री के आधार पर यह डेल्टा रोह 𝛒 मान जैसे प्रतिरोधकता मूल्य या एप्सिलॉन और nu यह सब चीजें बदल जाती हैं और तदनुसार गेज फैक्टर भी बदल जाता है तो धातु की पन्नी की तरह के लिए यह लगभग 1 से 5 है तो यह गेज फैक्टर बहुत अधिक नहीं है पतली फिल्म धातु तो धातु की पन्नी और पतली फिल्म धातु के बीच एक अंतर है क्योंकि धातु की पन्नी अभी भी मोटाई कुछ 100 माइक्रोन या उसी तरह होगी जबकि पतली फिल्म धातु कुछ नैनोमीटर भी हो सकती है तो उस स्थिति में धातु फिल्म में 2 के आसपास बहुत कम गेज फैक्टर होता है डिफ्यूज्ड सेमीकंडक्टर डिफ्यूज्ड सेमीकंडक्टर का मतलब है कि हम P टाइप डोप्ड सिलिकॉन या n टाइप डॉप्ड सिलिकॉन कहें उनके पास 80 से 200 का उच्च गेज फैक्टर है और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का अर्थ है कि सिलिकॉन CVD तकनीक और या किसी अन्य तकनीक द्वारा जमा किया जाता है यह सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन नहीं है बल्कि यह एक पॉली क्रिस्टल सिलिकॉन है उस मामले में गेज फैक्टर लगभग 30 है इसलिए डिफ्यूज्ड सेमीकंडक्टर या डोप्ड सिलिकॉन का उपयोग ज्यादातर पॉली क्रिस्टलीय सिलिकॉन के लिए किया जाता है इसका उपयोग पाइज़ोरेसिस्टिव प्रेशर सेंसर बनाने के लिए भी किया जाता है उच्च गेज फैक्टर के कारण इसलिए यदि हम एक डोप सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं तो समान मात्रा में खिंचाव यह प्रतिरोध में या सेंसर की प्रतिरोधकता में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन देगा जबकि यदि हम एक पतली फिल्म धातु या धातु की पन्नी का उपयोग करते हैं तो यह बहुत अधिक कम होगा तो यह डोप्ड सेमीकंडक्टर का लाभ है कि गेज फैक्टर बहुत अधिक है हालाँकि धातु के कुछ फायदे भी हैं जैसे धातु की फिल्म के मामले में सिगनल टू नॉइज़ अनुपात कम होता है या धातुओं में प्रतिरोधकता कम होती है तो करंट की मात्रा अधिक होगी लेकिन हम उन लाभों का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि गेज फैक्टर जो हमारी प्रमुख आवश्यकता है वह धातु फिल्म के लिए बहुत छोटा है इसलिए हम डोप्ड सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं जैसे इस तस्वीर में हम p टाइप इम्प्लांटेड रेसिस्टर्स दिखा रहे हैं इसलिए यह रेसिस्टर्स p टाइप डोप्ड हैं हमने देखा है कि गेज फ़ैक्टर G डेल्टा R बटा R के बराबर है जिसे एप्सिलॉन से विभाजित किया गया है अब यह एप्सिलॉन हमारा खिंचाव है अब तनाव और खिंचाव यंग के मापांक से संबंधित हैं और तनाव सिग्मा यंग के मापांक के बराबर है जैसे कि यदि हम इसे Y पर सेट करते हैं तो सिग्मा बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन Y या यंग के मापांक के बराबर है अब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा R बटा R G गुणा एप्सिलॉन के बराबर है जो G गुणा सिग्मा बटा Y के बराबर है तो सिग्मा बटा Y या यंग का मापांक हमारा एप्सिलॉन है इसलिए G बटा Y और गुणा एप्सिलॉन गुणा सिग्मा के रूप में लिखा जा सकता है ये G बटा Y यह शब्द जो गेज फैक्टर बटा यंग के मापांक है इसे पीज़ोरेसिस्टिव गुणांक कहा जाता है और हम इसे पाई 𝜋 कह सकते हैं तो इसे पाई 𝜋 सिग्मा के रूप में लिखा जा सकता है तो डेल्टा R बटा R को गेज फैक्टर और खिचाव के साथ साथ पाइज़ोरेसिस्टिव गुणांक और तनाव के संदर्भ में लिखा जा सकता है और एक पीज़ोरेसिस्टिव एलिमेंट के लिए हम या तो गेज फैक्टर या पीज़ोरेसिस्टिव गुणांक को जानेंगे और तदनुसार आप गणना कर सकते हैं कि डेल्टा R बटा R क्या होना चाहिए अगर हम एप्सिलॉन या सिग्मा को माप सकते हैं जो तनाव है